कंप्यूटर नेटवर्क और इंटरनेट प्रोटोकॉल पर पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है अभी तक हमने टीसीपी आईपी प्रोटोकोल स्टैक के दो अलग अलग लेयर्स एप्लीकेशन लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर को देखा है अब हम आगे प्रोटोकोल स्टैक में शीर्ष से नीचे की तरफ एक तीसरे लेयर को देखेंगे और यह लेयर है नेटवर्क लेयर कभी कभी इसे प्रोटोकोल स्टैक का इंटरनेट लेयर भी कहा जाता है जैसा कि हमने प्रोटोकोल स्टैक के नेटवर्क लेयर और इंटरनेट लेयर को पहले देखा है यह नेटवर्क में मल्टीपल डिवाइसेज को आपस में कनेक्ट करता है या हम ऐसा भी कह सकते हैं यह एक प्रकार से लेयर 3 के डिवाइसेज है जो वास्तव में एक एंड होस्ट से दूसरे एंड होस्ट तक डाटा पैकेट के अग्रेषण की देखभाल करते हैं टीसीपी आईपी प्रोटोकोल स्टैक के नेटवर्क लेयर या इंटरनेट लेयर का वृहत आशय यह सुनिश्चित करना है कि जब भी आप पैकेट को अग्रेषित करना चाहे तो पैकेट तय गंतव्य तक सफलतापूर्वक डिलीवर हो जाए या ऐसा भी कह सकते हैं कि नेटवर्क पैकेट को डिलीवर कराने की पूर्णतया कोशिश करेगा हालांकि यह स्पष्ट है कि नेटवर्क लेयर या इंटरनेट लेयर पैकेट स्विचिंग नेटवर्क में हमेशा पैकेट के सफलतापूर्वक डिलीवरी की गारंटी तो नहीं दे सकता है इसका कारण यह है कि पैकेट स्विचिंग नेटवर्क में पैकेट ड्रॉप होने की संभावना हमेशा होती है इस कारण से प्रोटोकोल स्टैक के ट्रांसपोर्ट लेयर में हमने देखा है कि हम रिलायबिलिटी तथा अन्य एंड टू एंड पहलुओं की देखरेख करते हैं लेकिन नेटवर्क लेयर में हम मुख्य तौर पर डाटा पैकेट के लिए एक दिए गए तय गंतव्य को देखेंगे कि एप्लीकेशन डेवेलपर द्वारा बताए गए गंतव्य पर एक खास पैकेट की डिलीवरी आप कैसे सुनिश्चित करेंगे तो आइए प्रोटोकोल स्टैक के बिल्कुल मध्य में हम इंटरनेट लेयर या नेटवर्क लेयर को विस्तार से देखेंगे हम नेटवर्क लेयर या इंटरनेट लेयर पर आते हैं तो आइए देखते हैं प्रोटोकोल स्टैक के इस खास लेयर के द्वारा कौन कौन सी विभिन्न प्रकार की सर्विसेस प्रोवाइड की जाती है हम इसे लेयर 3 कहते हैं क्योंकि अगर आप नीचे से देखें तो प्रोटोकोल स्टैक में यह तीसरा लेयर है और यह स्टैक के मध्य में है जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की है डाटा लिंक लेयर से या कुछ सर्विस लेता है अथवा डाटा लिंक लेयर यह सुनिश्चित करता है कि आप डाटा पैकेट या फ्रेम को एक नोड से दूसरे नोड तक कैसे ट्रांसफर करेंगे जहां पर ये नोड्स सीधे तौर पर या तो वायर से कनेक्टेड है या फिर वायरलेस कम्युनिकेशन के माध्यम से एक दूसरे के साथ रेंज में है डाटा लिंक लेयर पैकेट को अगले हॉप को सीधे अग्रेषित करने की देखभाल करता है आपके इंटरनेट में जब भी आपका गंतव्य ऐसे मल्टीपल हॉप्स से कनेक्टेड हो तो यह पूरा नेटवर्क एक ग्राफ की तरह दिखाई देता है इस ग्राफ में चुनौती यह है कि सोर्स नोड से डेस्टिनेशन नोड तक देता पैकेट को अग्रेषित करने के लिए आप एक उत्तम पाथ कैसे प्राप्त करेंगे तो प्रोटोकोल स्टैक में नेटवर्क लेयर किस बात की देखभाल करता है जिसकी चर्चा हम करने जा रहे हैं प्रोटोकोल स्टैक का यह नेटवर्क लेयर यह आदर्श तौर पर डाटा ग्राम डिलीवरी को सपोर्ट करता है नेटवर्क लेयर में डाटा के यूनिट को हम डाटा ग्राम कहते हैं टीसीपी आईपी प्रोटोकोल स्टैक के संदर्भ में यह एक प्रकार का अनरिलायबल डाटा ग्राम डिलीवरी है और पैकेट स्विचिंग नेटवर्क के संदर्भ में देखें तो क्योंकि हमने पहले यह सीखा है की पैकेट स्विचिंग की स्थिति में इस बात की गारंटी नहीं है कि आपके पास पर्याप्त स्पेस हो ऐसा होता है तो यह इंटरमीडिएट बफर या नेटवर्क बफर में होगा इसलिए इस बात की हमेशा संभावना है कि वो पैकेट जो नेटवर्क बफर से ड्रॉप हो जाएंगे तो इसमें डाटा पैकेट का लॉस होगा यही कारण है कि हम कहते हैं नेटवर्क लेयर पूर्णत यह प्रयास करता है कि पैकेट दूसरे एंड होस्ट पर डिलीवर हो और यही मॉडल नेटवर्क लेयर में प्रयुक्त होता है नेटवर्क लेयर अनरिलायबल डाटा ग्राम डिलीवरी सुनिश्चित करता है जो कि एक प्रकार का जिसे हम सामान्य तौर पर कहते हैं सोर्स से डेस्टिनेशन तक डाटा ट्रांसफर करने के लिए मल्टीपल हॉप्स के माध्यम से बेस्ट एफ्फॉर्ट सर्विस देने की यह कोशिश करता है और इसके ऊपर ट्रांसपोर्ट लेयर में आपके पास मल्टीपल सर्विसेज है जिन्हें हमने पहले ही देखा है तो ट्रांसपोर्ट लेयर की स्थिति में आप टीसीपी प्रोटोकॉल का प्रयोग करने जा रहे हैं तो इस प्रकार का टीसीपी प्रोटोकोल डाटा पैकेट के रिट्रांसमिशन का प्रयोग करते हुए रिलायबिलिटी सुनिश्चित करेगा हमने पहले ही देखा है नेटवर्क की स्थिति में जब नेटवर्क एक ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट किया गया हो जो कि हमने प्रारंभिक कक्षा में देखा है तो उस नेटवर्क ग्राफ में सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में मल्टीपल हॉप्स या मल्टीपल पाथ हो सकते हैं आदर्श रूप में नेटवर्क में यदि आप ग्राफ स्ट्रक्चर में देखें तो यह कुछ इस प्रकार दिखाई देता है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 तो नोड्स आपस में कनेक्टेड है इसमें जो लिंक है वह वायर्ड लिंक्स सो सकते हैं या वायरलेस लिंक्स भी हो सकते हैं इसके बाद नेटवर्क नहीं आपके पास एक सोर्स है और एक डेस्टिनेशन है यहां आप देख सकते हैं यह मेरा सोर्स है और यह मेरा डेस्टिनेशन अब प्रोटोकोल स्टैक में डाटा लिंक लेयर को देखिए यह प्रोटोकोल स्टैक में दूसरा लेयर है अगर आपको प्रोटोकोल स्टैक में विभिन्न लेयर्स याद हो तो नीचे से देखते हैं तो हमारे पास फिजिकल लेयर है जो फिजिकल सिगनल ट्रांसमिशन की देखभाल करता है फिजिकल लेयर के ऊपर हमारे पास डाटा लिंक लेयर है प्रोटोकोल स्टैक का यह डाटा लिंक लेयर यह सुनिश्चित करता है कि एक हॉप से दूसरे हॉप तक आप डाटा कैसे डिलीवर करेंगे जहां हॉप्स आपस में सीधे तौर पर कनेक्टेड है तो डाटा लिंक लेयर का यह टास्क है या कह सकते हैं डाटा लिंक लेयर अगले लेयर यानी प्रोटोकोल स्टैक के इंटरनेट लेयर या नेटवर्क लेयर को ये सर्विसेस प्रोवाइड करता है जैसा कि आप देख सकते हैं यहां दो नोड्स आपस में सीधे तौर पर कनेक्टेड है तो पैकेट को एक हॉप डिस्टेंस अग्रेषित करने के लिए डाटा लिंक लेयर नेटवर्क लेयर को यह सर्विस प्रोवाइड करता है जब भी आप नेटवर्क लेयर की ओर जा रहे हैं और आपको सोर्स से डेस्टिनेशन तक एक पैकेट को अग्रेषित करना है और यहां आपका पूरा नेटवर्क एक नेटवर्क ग्राफ के तौर पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है जहां प्रत्येक सर्कल या प्रत्येक नोट एक नेटवर्क राउटर के तौर पर रिप्रेजेंट करता है या कभी कभी हम इन्हें एल 3 स्विच अथवा लेयर 3 स्विच भी कहते हैं जब भी ये लेयर 3 स्विच या राउटर के द्वारा कनेक्टेड हो और ये राउटर्स जो कि लेयर 3 तक इंप्लीमेंट किए गए हैं इसका मतलब यह हुआ कि ये राउटर्स नेटवर्क लेयर तक इंप्लीमेंट किए गए हैं ऐसी स्थिति में आप देख सकते हैं कि अगर आप सोर्स से डेस्टिनेशन तक पैकेट अग्रेषित करना चाहते हैं तो यहां मल्टीपल पाथ संभव है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 आदर्श स्थिति में देखें तो यह ब्लू पाथ सबसे छोटा पाथ है यदि आप का मैट्रिक या कह सकते हैं यदि आप पैकेट को निम्नतम हॉप पाथ या न्यूनतम हॉप पाथ में अग्रेषित करना चाहे तो आप इस ब्लू पाथ को प्राथमिकता देंगे लेकिन न्यूनतम हॉप पाथ हमेशा आपको ऑप्टिमल परफॉर्मेंस नहीं दे सकता क्योंकि यह हो सकता है कि आपका न्यूनतम हॉप पाथ की एंड टू एंड कैपेसिटी लो हो अगर आपके न्यूनतम पाथकी एंड टू एंड कैपेसिटी बहुत लो हो और आप अपने सभी पैकेट्स को उसी पाथ में पुश करते हैं तो एंड टू एंड पैकेट अग्रेषण परफॉर्मेंस में कमी आ सकती है यही कारण है कि प्रारूपिक नेटवर्क में हम हमेशा न्यूनतम हॉप पाथ को प्राथमिकता नहीं देते कई और भी मैट्रिसेज उपलब्ध है जिनके आधार पर हम यह निर्णय लेते हैं कि एक नोड से दूसरे नोड तक पैकेट को कैसे अग्रेषित करना है अब इस पूरे प्रक्रम में जो अच्छी बात यह है कि अगर आपके पास यह पूरा टोपोलॉजी उपलब्ध है और साथ ही लिंक कैरेक्टरस्टिक्स उपलब्ध है तो संभवतः आप कोई ग्राफ एल्गोरिदम अप्लाई कर सकते हैं जैसे शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम बेलमन फोर्ड एल्गोरिथम या डाइज़क्स्ट्रा एल्गोरिदम Dijkstra's algorithm जिन्हें आपने अपने एल्गोरिदम के कोर्स में सीखा है और यह मेट्रिक है जिसे आप बेस्ट पाथ का निर्णय करने के लिए प्रयोग करना चाहते हैं तो यह उस विशेष लिंक के लिए वेट का काम करेगा उसी प्रकार अगर आप इस पूरे नेटवर्क को सेंट्रल ग्राफ स्ट्रक्चर के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो आप शॉर्टेस्ट पाथ प्राप्त करने के लिए तथा इस शॉर्टेस्ट पाथ से पैकेट को अग्रेषित करने के लिए बेलमन फोर्ड एल्गोरिथम अथवा डाइज़क्स्ट्रा एल्गोरिदम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं लेकिन दुर्भाग्य से हमारे नेटवर्क में हमारे पास यह सुविधा उपलब्ध नहीं है क्योंकि यह सभी इंडिविजुअल राउटर्स यानी लेयर 3 डिवाइस इस यह सभी पूर्णतया विकेंद्रीकृत रूप में काम करते हैं प्रत्येक इंडिविजुअल राउटर अथवा प्रत्येक लेयर 3 इंडिविजुअल डिवाइस को दिए गए उपलब्ध डेस्टिनेशन एड्रेस के लिए यह निर्णय लेने की आवश्यकता होती है कि अगले हॉप पर एक विशेष पैकेट को अग्रेषित कैसे करना है आपके पास कोई केंद्रीय संयोजक नहीं है अथवा कोई केंद्रीकृत व्यवस्था नहीं है जो कि इस संपूर्ण नेटवर्क टोपोलॉजी को मॉनिटर करेगा तथा आपके नेटवर्क टोपोलॉजी स्ट्रक्चर के रूप में आपको एक सेंट्रल ग्राफ देगा चूकि हमारा नेटवर्क इस प्रकार के विकेंद्रीकृत तरीके से काम करता है इसलिए नेटवर्क लेयर के लिए यह यह पता करना एक बड़ा काम है कि आप यह कैसे निर्णय लेंगे कि आपका अगला हॉप कौन सा है यही आपको आपके द्वारा चुने हुए पाथ मैट्रिक के आधार पर ऑप्टिमल एंड टू एंड पाथ देगा इस प्रक्रिया को नेटवर्क राउटिंग कहा जाता है राउटिंग प्रोसीजर यह निर्णय लेता है कि प्रत्येक इंडिविजुअल इंटरमीडिएट राउटर पर जब भी आप दिए गए डेस्टिनेशन के लिए एक पैकेट रिसीव कर रहे हैं तो आपका अगला ऑफ क्या होना चाहिए और यह पूर्णत विकेंद्रित तरीके से होता है आप यहां इस स्लाइड में देख सकते हैं तो इस राउटर आर को निर्णय लेना है जब यह पैकेट रिसीव करता है मान लीजिए कि इस डेस्टिनेशन का एड्रेस डी है हालांकि आने वाले समय में हम देखेंगे कि नेटवर्क लेयर में एड्रेस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं तो अगर आप एक पैकेट R पर रिसीव करते हैं जहां डेस्टिनेशन एड्रेस D है तब आपको यह निर्णय करना है कि पैकेट को अग्रेषित करने के लिए अगला उपयुक्त क्या होना चाहिए भले ही आप पैकेट को इस राउटर को अग्रेषित करना चाहते हैं या उस राउटर को अग्रेषित करना चाहते हैं तो नेटवर्क लेयर का यही मुख्य काम है इंटरनेट में निर्णय करने के लिए नेटवर्क लेयर को एक विशेष प्रोटोकॉल डिजाइन करने की आवश्यकता होती है जिसे हम हर राउटिंग प्रोटोकॉल कहते हैं नेटवर्क लेयर में यह अनरिलायबल डाटा ग्राम डिलीवरी सर्विस जो कि प्रोवाइड किया गया है इसके दो मुख्य आधार हैं पहला है नेटवर्क में प्रत्येक इंडिविजुअल होस्ट को आपको अद्वितीय तौर पर आईडेंटिफाई करना होता है और इसके लिए आपको एक ऐड्रेसिंग मैकेनिज्म की आवश्यकता होती है तो पहले हम एक प्रारूपिक इंटरनेट में देखेंगे कि हम कैसे एक खास नोड को इंडिविजुअली आईडेंटिफाई करते हैं यहां आप नेटवर्क में इस पूरे पैकेट डिलीवरी को सामान्य मेल डिलीवरी या पोस्टल मेल डिलीवरी के तौर पर विचार कर सकते हैं हमारे पोस्टल मेल डिलीवरी में क्या होता है कि आपको एक खास ऐड्रेसिंग फॉर्मेट की आवश्यकता होती है उस एड्रेस में आपके पास नाम होता है इसके बाद घर का नंबर फिर स्थान का नाम फिर गांव अथवा शहर का नाम और तब पिन कोड और इसके बाद आपके स्टेट का नाम होता है यदि आप अंतरराष्ट्रीय पोस्टल मेल ट्रांसफर का प्रयोग कर रहे हैं तो अंत में आपके देश का नाम होता है हायरारकीकली यह संपूर्ण एड्रेस वस्तुतः यह सुनिश्चित करता है कि इस खास पोस्टल मेल को कहां अग्रेषित करना है उसी प्रकार से नेटवर्क में जब भी हम ऐड्रेसिंग स्कीम की बात करते हैं तब हमें एड्रेस इन स्कीम को हायरारकीकली डिजाइन करना होता है हम इन सब की चर्चा विस्तार में कभी बाद में करेंगे लेकिन यहां पर जो मौलिक संदेश मैं देना चाहता हूं वो ये है कि नेटवर्क में यह संपूर्ण पैकेट डिलीवरी यह उसी सिद्धांत को फॉलो करता है जो हम अपने पोस्टल मेल डिलीवरी में अप्लाई करते हैं हमारे पास ऐड्रेसिंग की संकल्पना है एक खास ऐड्रेसिंग फॉर्मैट है जिसे डाटा को अग्रेषित करने के लिए प्रयोग में लाने की आवश्यकता है या कह सकते हैं नेटवर्क में प्रत्येक इंडिविजुअल नोड को अद्वितीय तौर पर आईडेंटिफाई करने के लिए प्रयोग में लाने की आवश्यकता है और इसके बाद आपको आवश्यकता होगी एक राउटिंग मेकैनिज्म की इससे आप यह निर्णय कर सकेंगे कि एक दिए गए डेस्टिनेशन एड्रेस के लिए आप नेटवर्क में मल्टीपल हॉप्स में पैकेट का अग्रेषण कैसे करेंगे ताकि आप अंततः डेस्टिनेशन तक सफलतापूर्वक पैकेट को डिलीवर कर सकें अगर आप इसे सामान्य पोस्टल मेल डिलीवरी सिस्टम से तुलना करने की कोशिश करें तो आपके पोस्टल मेल डिलीवरी सिस्टम की स्थिति में मान लीजिए मेरा पोस्टल मेल आईडी है मान लीजिए संदीप चक्रवर्ती यानी मेरा नाम इसके बाद मेरा ऑफिस नंबर तब सीएसइ डिपार्टमेंट आईआईटी खड़कपुर वेस्ट बंगाल इंडिया तो यह मेरा पोस्टल मेल एड्रेस है और इस पोस्टल मेल एड्रेस में हायरारकीकल धारणा है जब भी कोई पोस्टल मेल मेरे एड्रेस पर अग्रेषित करना चाह रहा हो तो उसे पहले इस पोस्टल मेल को मान लीजिए इंडिया के मुख्य पोस्ट ऑफिस को अग्रेषित करना होता है वहां से यह वेस्ट बंगाल को अग्रेषित किया जाएगा और तब खड़कपुर को और फिर खड़कपुर से यह आईआईटी खड़कपुर को अग्रेषित किया जाएगा और तब अंत में यह मेरे ऑफिस को अग्रेषित किया जाएगा जहां पर मेरा नाम है तो इस प्रकार हायरारकीकली यह पूरा पोस्टल मेल अग्रेषित किया जाता है इंटरनेट में जब भी हम इस राउटिंग मैकेनिज्म को अप्लाई करते हैं तब हम इस प्रकार के हायरारकी की संकल्पना को भी अप्लाई करते हैं नेटवर्क लेयर प्रोटोकोल के इस संपूर्ण चर्चा में सबसे पहले हम यह देखेंगे कि आप किस प्रकार प्रत्येक होस्ट जिनका एक तय एड्रेस है और जो इस प्रकार के हायरारकीकल प्रवृत्ति के हैं इनको इंडिविजुअली कैसे आईडेंटिफाई करेंगे और दूसरा इस हायरारकीकल फॉर्मेट में दिए गए एड्रेस के लिए आप कैसे यह निर्णय करेंगे कि एक खास पैकेट को कहां अग्रेषित करना है तो नेटवर्क लेयर या इंटरनेट लेयर द्वारा प्रोवाइड किए गए यह कुछ वृहत सर्विसेज हैं आइए संक्षेप में हम इस पूरे इंटरनेट आर्किटेक्चर को देखते हैं क्योंकि इसी संकल्पना के आधार पर आपको यह आईडेंटिफाई करने की आवश्यकता होगी या समझने की आवश्यकता होगी कि दो मशीन के बीच में पैकेट को कैसे अग्रेषित किया जाता है जब भी आप डबल्यू डबल्यू डबल्यू डॉट गूगल डॉट कॉम wwwgooglecom एक्सेस कर रहे हो तो संभवत है आपका मशीन यूएसए में कहीं होगा और आप इसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं मान लीजिए मैं अभी गूगल मशीन को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं तो देखिए मैं आईआईटी खड़कपुर में एक मशीन से गूगल मशीन को कनेक्ट कर रहा हूं जो कि यूएसए में है तो हमारी यह चिंता है कि खड़कपुर से यूएसए आप डाटा पैकेट को कैसे अग्रेषित करेंगे आइए देखते हैं कि यह पूरा इंटरनेट हायरारकीकली किस प्रकार से व्यवस्थित है इससे आपको यह सहज बोध होगा कि आप इंटरनेट में वास्तव में कैसे एक खास मशीन को एड्रेस करेंगे मैं बिल्कुल एक छोटे से नेटवर्क से शुरुआत कर रहा हूं और धीरे धीरे मैं नेटवर्क का साइज बढ़ा लूंगा आइए शुरुआत करते हैं आईआईटी खड़गपुर केअपने कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के दो अलग अलग लैबोरेट्रीज से तो हमारे पास दो अलग अलग सॉफ्टवेयर लैब्स है सॉफ्टवेयर लैब 1 और सॉफ्टवेयर लैब 2 सॉफ्टवेयर लैब 1 में हमारे पास कुछ तय डेक्सटॉप के सेट है और सॉफ्टवेयर लैब 2 में हमारे पास डेक्सटॉप के एक अन्य सेट है अब यह सॉफ्टवेयर लैब 1 एक लोकल एरिया नेटवर्क का निर्माण करता है क्योंकि इसमें मशीन लेयर 2 डिवाइस अथवा लेयर 2 स्विच से कनेक्टेड है यह सभी सीधे तौर पर एक हाफ डिस्टेंस से कनेक्टेड है तो इस प्रकार यह एक लोकल एरिया नेटवर्क का निर्माण करते हैं सॉफ्टवेयर लैब 2 यह लेयर 2 स्विचेस से कनेक्ट करते हुए एक अन्य लोकल एरिया नेटवर्क का निर्माण करता है अब यह दोनों लैब यानी सॉफ्टवेयर लैब 1 और सॉफ्टवेयर लैब 2 लेयर 3 डिवाइस या राउटर के द्वारा कनेक्टेड है यहां राउटर एक लेयर 3 स्विच या लेयर 3 डिवाइस है अब यहां इन 2 दो अलग अलग लोकल एरिया नेटवर्क यानी लैन 1 और लैन 2 को कनेक्ट करते हुए मैंने एक नेटवर्क का निर्माण किया है जो कि आईआईटी खड़कपुर में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग नेटवर्क है तो यहां से अगर हम इसके आगे इसका और विस्तार करना चाहे तब हमारे पास आईआईटी खड़कपुर में मल्टीपल डिपार्टमेंट है प्रत्येक इंडिविजुअल डिपार्टमेंट का अपना नेटवर्क है और इस प्रकार से हमने कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के नेटवर्क का निर्माण किया है जिसमें सॉफ्टवेयर लैब 1 सॉफ्टवेयर लैब 2 और अन्य नेटवर्क जैसे फैकेल्टी नेटवर्क स्टूडेंट नेटवर्क रिसर्च लैब नेटवर्क इत्यादि सीएसई नेटवर्क के अधीन निर्मित किए गए हैं जहां यह सभी इंडिविजुअल लेयर 3 राउटर्स के द्वारा कनेक्टेड है और इसके बाद इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट ईईई नेटवर्क में मेरे पास यह नेटवर्क है जिसमें आप 2 अलग अलग लैब्स ईई लैब 1 और ईई लैब 2 देख सकते हैं और ये उसी प्रकार कनेक्टेड है जैसे सीएसई नेटवर्क कनेक्टेड है अब देखिए ये दोनों नेटवर्क्स सीएसई नेटवर्क और ईई नेटवर्क यह पुनः अन्य राउटर अथवा अन्य लेयर 3 डिवाइस के द्वारा कनेक्टेड है यह मेरा लेयर 3 स्विच अथवा राउटर है जो कि सीएसई नेटवर्क को ईईई नेटवर्क से कनेक्ट कर रहा है और यह संपूर्ण नेटवर्क है मतलब इंडिविजुअल डिपार्टमेंट का नेटवर्क है यह उदाहरण की बस एक झलक है इस प्रकार से मेरे पास अन्य नेटवर्क्स भी हैं जैसे मैकेनिकल डिपार्टमेंट नेटवर्क अलग अलग होम नेटवर्क या एडमिनिस्ट्रेटिव नेटवर्क आईआईटी खड़कपुर के अंदर यह सभी अलग अलग नेटवर्क्स आपस में लेयर 3 स्विचेस अथवा राउटर्स के द्वारा इंटरकनेक्ट हो रहे हैं और यह सभी मिलकर आईआईटी खड़गपुर नेटवर्क का निर्माण करते हैं इंडिया में हमारे पास ऐसे मल्टीपल इंस्टिट्यूट हैं आईआईटी खड़कपुर में हमारे पास इस प्रकार का एक नेटवर्क है फिर आईआईटी भुवनेश्वर में अन्य नेटवर्क है प्रत्येक नेटवर्क टॉप डाउन अप्रोच से हायरारकीकली निर्मित किया गया है अब देखिए ये दोनों नेटवर्क्स आईआईटी खड़कपुर नेटवर्क और आईआईटी भुवनेश्वर नेटवर्क साथ ही मान लीजिए आईआईटी बॉम्बे नेटवर्क आईआईटी कानपुर नेटवर्क ये सभी नेटवर्क्स आपस में पुनः ऐसे मल्टीपल लेयर 3 डिवाइसेज अथवा राउटर्स के द्वारा आपस में कनेक्टेड है और ये सभी नेटवर्क्स मिलकर अरनेट यानी एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क ऑफ इंडिया नेटवर्क का निर्माण करते हैं यह अरनेट मूलतः अलग अलग ऐसे नेटवर्क्स अथवा शैक्षिक संस्थानों को आपस में कनेक्ट करने के लिए सरकार की पहल है हम इन्हें एजुकेशनल और रिसर्च नेटवर्क ऑफ इंडिया कहते हैं तो इस प्रकार से यह अरनेट नाम करण हुआ है ये अरनेट नेटवर्क्स सभी अलग अलग नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करते हैं अगर हम पुनः हायरारकी से बढ़ते हैं तो हमारे पास यह अरनेट नेटवर्क है जोकि ऐसे मल्टीपल संस्थानों और कई नेटवर्क्स को इंटरकनेक्ट करता है मान लीजिए बीएसएनएल नेटवर्क इस बीएसएनल नेटवर्क का अपना पब्लिक नेटवर्क कॉरपोरेट नेटवर्क है आपके पास एयरटेल नेटवर्क है आपके पास वोडाफोन नेटवर्क है और ये सभी नेटवर्क्स इंटरनेट में ही है और आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है इंडिया में ये सभी नेटवर्क्स भारती एयरटेल से सर्विसेस ले रहे हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि ये सभी नेटवर्क्स भारती एयरटेल नेटवर्क में या इसके के अधीन कनेक्टेड है इस प्रकार से यह संपूर्ण इंटरनेट आर्किटेक्चर एक हायरारकीकल फैशन या क्रमानुसार आर्किटेक्चर को फॉलो करता है यह इंटरनेट का संपूर्ण आर्किटेक्चर है और इस इंटरनेट के अंदर जिस इंडिविजुअल नेटवर्क की हम बात कर रहे हैं उस नेटवर्क का पूरी तरह प्रबंधन एक या मल्टीपल एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा किया जाता है इसे हम स्वायत्त अथवा ऑटोनॉमस सिस्टम कहते हैं औपचारिक तौर पर एक एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेन के लिए ऑटोनॉमस सिस्टम लोकल एरिया नेटवर्क का एक सेट है जोकि एक अद्वितीय ऑटोनॉमस सिस्टम नंबर के द्वारा आईडेंटिफाई होता है और ऑटोनॉमस सिस्टम में राउटिंग पॉलिसी एक सिंगल एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा नियंत्रित होती हैं जैसा कि पहले मैंने बताया है जब भी आप एक मशीन से दूसरे मशीन को पैकेट अग्रेषित करने का निर्णय ले रहे हैं और अगर आप इस संपूर्ण नेटवर्क को एक ग्राफ स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट करते हैं तब एक दिलचस्प तथ्य यह आता है कि आप इसमें लिंक वेट कैसे असाइन करेंगे बेस्ट राउटिंग का निर्णय करने के लिए आपका मैट्रिक क्या होगा संबंधित नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर बेस्ट राउटिंग के निर्णय के लिए मैट्रिक का स्वतंत्र रूप से चयन कर सकता है यही कारण है कि ऑटोनॉमस सिस्टम को डिफाइन करने में हम यह कहते हैं कि राउंटिंग पॉलिसीज एक सिंगल एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा नियंत्रित की जाती हैं सामान्य तौर पर एक ऑटोनॉमस सिस्टम में हम एक सिंगल राउटिंग पॉलिसी को फॉलो करते हैं लेकिन यह भी हो सकता है कि ऑटोनॉमस सिस्टम में मल्टीपल राउटिंग पॉलिसी को एक साथ फॉलो किया जाए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 अगर आप इंडिया के इस ऑटोनॉमस सिस्टम ग्राफ को देखते हैं तो यह कुछ इस प्रकार दिखाई देता है यह जो इसका गहरे रंग का किनारा है यह वास्तव में इंडिविजुअल नंबर है आप लैब्स डॉट ऐपी एनआईसी डॉट नेट labsapnicnet इस साइट पर जा सकते हैं यह ऐपीएनआईसी वास्तव में इंडिया में ऑटो नंबर सिस्टम का रखरखाव करता है स्लाइड में जैसा कि आप किनारे पर ऑटोनॉमस सिस्टम में नोड्स को देख रहे हैं और यह देखिए यह नोड्स जो कि मध्य में है यही नोड्स वास्तव में अन्य नोड्स को सर्विसेस प्रोवाइड करते हैं यह एक प्रकार के सेंट्रल नोड्स है जहां से अलग अलग अन्य ऑटोनॉमस सिस्टम्स सर्विसेस प्राप्त कर रहे हैं उदाहरण के तौर पर सभी शिक्षण संस्थान जैसे आईआईटी केंद्रीय विश्वविद्यालय इत्यादि यह सभी अगर नेट इंडिया से सर्विसेस प्राप्त करते हैं इस प्रकार से ऑटोनॉमस सिस्टम के लिए इस संपूर्ण हायरारकी का निर्माण होता है यह टायर आर्किटेक्चर कुछ इस प्रकार दिखाई देता है यहां हमारे पास इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स ऑटोनॉमस सिस्टम्स हैं जो कि एंड यूजर्स के अन्य ऑटोनॉमस सिस्टम्स के समूह को इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं इंटरनेट में ये हमारे पास एंड यूजर्स हैं इंटरनेट के ये एंड यूजर्स किसी तय आईएसपी यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्टेड है यह एक प्रकार के टायर 3 नेटवर्क अथवा टायर 3 ऑटोनॉमस सिस्टम है यहां हमारे पास इस डायग्राम में ये 2 टायर 3 ऑटोनॉमस सिस्टम है यह इंटरनेट यूजर्स को सर्विसेस प्रोवाइड कर रहे हैं अब ये टायर 3 नेटवर्क ये 2 आईएसपी से सर्विसेस प्राप्त कर रहे हैं और ये टायर 2 आईएसपी टायर 1 आईएसपी से सर्विसेज प्राप्त कर रहे हैं यदि मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूं तो देखिए आईआईटी खड़कपुर के विद्यार्थी आईआईटी खड़कपुर ऑटोनॉमस सिस्टम से सर्विसिस प्राप्त कर रहे हैं और यह आईआईटी खड़कपुर ऑटोनॉमस सिस्टम अरनेट इंडिया ऑटोनॉमस सिस्टम से सर्विसिस प्राप्त कर रहा है अरनेट इंडिया ऑटोनॉमस सिस्टम यह मान लीजिए भारती एयरटेल ऑटोनॉमस सिस्टम से सर्विसेस प्राप्त कर रहा है तो ये एक प्रकार से देश अथवा कंट्री के स्तर के ऑटोनॉमस सिस्टम हैं और बहुदेशीय ऑटोनॉमस सिस्टम्स आपस में कनेक्टेड होते हैं टायर 2 नेटवर्क में हमारे पास कुछ छोटे नेटवर्क्स होते हैं जिन्हें हम पॉइंट ऑफ प्रेजेंस यानी पॉप कहते हैं ये पॉइंट ऑफ प्रेजेंस एक प्रकार से एज नेटवर्क है जो वास्तव में सर्विस लेता हैं लेकिन अन्य को सर्विस प्रोवाइड नहीं करता है ये एक प्रकार से रिजर्व नेटवर्क है अथवा एक प्रकार का स्पेशल पर्पस नेटवर्क हैं उदाहरण के तौर पर मिलिट्री नेटवर्क मिलिट्री नेटवर्क केवल अपने अंदरूनी आवश्यकताओं के लिए प्रयुक्त होते हैं तथा यह अन्य को सर्विस प्रोवाइड नहीं करते तो यह एक प्रकार का पॉइंट ऑफ प्रेजेंस है जोकि इंडिया के सेंट्रल नेटवर्क से सीधे तौर पर कनेक्टेड है यहां इन आईएसपी को देखिए अगर हम अगर हम इंडिविजुअल आईएसपी को हायरारकीकली व्यवस्थित अथवा अरेंज करने की कोशिश करते हैं तो निचले स्तर पर हमारे पास यह लोकल आईएसपी जैसे एयरटेल वोडाफोन अरनेट इत्यादि यह सभी एक प्रकार से लोकल आईएसपी हैं यह सभी लोकल आईएसपी रीजनल आईएसपी से सर्विसिस प्राप्त कर रहे हैं यह सभी रीजनल आईएसपी आपस में कनेक्टेड हो सकते हैं कभी कभी आपने यह देखा होगा कि एयरटेल यह घोषणा करता है कि अगर आप वोडाफोन का प्रयोग करते हैं और यदि आप वोडाफोन से एयरटेल पर डाटा ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए किसी अन्य नेटवर्क की तुलना में भुगतान कम करना होगा इस प्रकार से भुगतान से जुड़े हुए मुद्दे प्राइवेट पियरिंग रिलेशनशिप से आते हैं अगर 2 सर्विस प्रोवाइडर्स में आपस में प्राइवेट पियरिंग हो तो इसका मतलब है ये आपस में सीधे तौर पर डाटा शेयर कर सकते हैं जो वास्तव में भुगतान नियम को कम करता है जोकि अलग अलग आईएसपी में होते हैं इस प्रकार के पियरिंग को हम प्राइवेट पियरिंग कहते हैं रीजनल आईएसपी ये नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर अथवा एनएसपी से कनेक्टेड होते हैं ये नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर कंट्री के स्तर के सर्विस प्रोवाइडर होते हैं ये इंटरनेट एक्सचेंज प्वाइंट्स के साथ कनेक्टेड होते हैं कंट्री के स्तर के सभी अलग अलग आईएसपी या एनएसपी ये सभी एक दूसरे से वैश्विक स्तर पर इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट के साथ कनेक्टेड होते हैं यह इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट वास्तव में मान लीजिए आपको इंडिया से यूएसएस तक पैकेट ट्रांसफर करने में सहायता करता है इंडिया में एक कंट्री के स्तर का आईएसपी अथवा एनएसपी है और यूएसए में एक या एक से अधिक कंट्री के स्तर का आईएसपी अथवा एनएसपी है ये इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट से कनेक्टेड है और यह इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट डाटा ट्रांसफर करने में आपकी सहायता करता है इसका एक उदाहरण है ट्रांस अटलांटिक लाइंस ये ट्रांस अटलांटिक लाइंस यूरोपियन कॉन्टिनेंट को यूएस कॉन्टिनेंट से हाई स्पीड इंटरनेट अथवा हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर केबल के द्वारा कनेक्ट करते हैं जोकि अटलांटिक महासागर से गुजरते हैं तो इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट का यह एक उदाहरण है जो कि वास्तव में दो अलग अलग राष्ट्र के स्तर के आईएसपी को इंटरकनेक्ट करता है जब भी आप पैकेट अग्रेषित कर रहे हो तो पैकेट इस प्रकार जाता है स्लाइड में देखिए आपके मशीन से पैकेट लोकल आईएसपी को जाता है अब लोकल आईएसपी से यह रीजनल आईएसपी को जाता है इसके बाद रीजनल आईएसपी से यह नेशनल आईएसपी अथवा एनएसपी को जाता है और फिर इसके बाद यह ट्रांसिट आईएसपी को जाता है इस ट्रांसिट आईएसपी से होते हुए यह अंतिम डेस्टिनेशन ट्रांसिट आईएसपी तक पहुंचता है फिर वहां से नेशनल आईएसपी फिर रीजनल आईएसपी और इसके बाद लोकल आईएसपी तक पहुंचता है और तब अंततः आपके डेस्टिनेशन मशीन तक जिस प्रकार हम सामान्य पोस्टल मेल अग्रेषित करते हैं उसी प्रकार से हायरारकीकल फैशन में पैकेट अग्रेषित किया जाता है जब भी आप एक पोस्टल मेल इंडिया से यूएसए अग्रेषित कर रहे हो तो आप पहले इसे आप के लोकल पोस्ट ऑफिस को अग्रेषित करते हैं लोकल पोस्ट ऑफिस इसे रीजनल पोस्ट ऑफिस को अग्रेषित करता है रीजनल पोस्ट ऑफिस इसे कंट्री के स्तर पर सेंट्रल पोस्ट ऑफिस को अग्रेषित करता है इसके बाद सेंट्रल पोस्ट ऑफिस इस यू एस ए पोस्ट को अग्रेषित करता है यूएसए पोस्ट में भी वही प्रक्रिया होती है यानी पहले स्टेट के स्तर पर फिर रीजन के स्तर पर फिर लोकल स्तर पर और फिर अंततः इस प्रकार पोस्टल मेल अग्रेषित किया जाता है इंटरनेट में भी इसी संकल्पना का प्रयोग होता है यहां प्रत्येक आईएसपी कुछ और नहीं बल्कि कंप्यूटर्स का एक सेट है जो कि लैन के द्वारा कनेक्टेड है आरंभ में जो मैंने डायग्राम आप को दिखाया था उसी प्रकार से यह पूरा आईएसपी आर्किटेक्चर निर्मित हुआ है सीएसइ डिपार्टमेंट के सॉफ्टवेयर लैब से शुरुआत करते हुए पूरा सीएसई डिपार्टमेंट नेटवर्क फिर अन्य डिपार्टमेंट्स फिर आईआईटी खड़कपुर नेटवर्क इसके बाद अरनेट नेटवर्क आता है और इस प्रकार से यह पूरा नेटवर्क बढ़ता है प्रत्येक आईएसपी को एक प्रकार से आप ऐसा समझिए कि ये नेटवर्क्स के कनेक्शन हैं अब इसमें सबसे पहली आवश्यकता इस बात की है कि आप इस प्रकार के आर्किटेक्चर में एक खास मशीन को कैसे एड्रेस करेंगे वास्तव में एड्रेस स्कीम हायरारकिकल कांसेप्ट से आता है आप जब भी एक पैकेट को मान लीजिए होस्ट 1 से होस्ट 2 तकअग्रेषित करना चाहते हैं तो आपको एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक ऐसे ही मल्टीपल इंटरमीडिएट नेटवर्क से होते हुए पैकेट को अग्रेषित करना होता है यहां पर जैसा कि मैंने पहले बताया है कि प्रत्येक ऑटोनॉमस सिस्टम का एक यूनिक यानी अद्वितीय ऑटोनॉमस सिस्टम नंबर होता है आप देख सकते हैं मान लीजिए 10 11 12 13 यह ऑटोनॉमस सिस्टम नंबर को इंगित करते हैं ऑटोनॉमस सिस्टम 10 से एक होस्ट से एक होस्ट कनेक्टेड है आपका डेस्टिनेशन ऑटोनॉमस सिस्टम 12 से कनेक्टेड है जब भी आप एक पैकेट को अग्रेषित कर रहे हैं तो मूलत आप एएस 10 नेटवर्क से एएस 12 नेटवर्क को एएस 11 नेटवर्क अथवा एएस 13 नेटवर्क से होते हुए पैकेट अग्रेषित कर रहे हैं यह आपका राउटिंग प्रोटोकॉल निर्णय करेगा कि आपका इंटरमीडिएट नेटवर्क एएस 11 होगा अथवा एएस 13 होगा तो यह एक आवश्यकता हुई दूसरी आवश्यकता काफी दिलचस्प तथ्य है और वह यह है कि जो एड्रेस आप प्रत्येक इंडिविजुअल होस्ट को प्रोवाइड करने जा रहे हैं वह एड्रेस नेटवर्क को तथा नेटवर्क में यूनिक यानी अद्वितीय होस्ट को आईडेंटिफाई करना चाहिए जब भी आप एक पैकेट अग्रेषित करने जा रहे हैं मान लीजिए आईआईटी खड़कपुर से आईआईटी बॉम्बे तक तो पोस्ट मास्टर को सबसे पहले आईआईटी बॉम्बे समझने की आवश्यकता है मेल के आईआईटी खड़कपुर से आईआईटी मुंबई लोकल पोस्ट ऑफिस पर डिलीवर हो जाने के बाद आईआईटी बॉम्बे पोस्ट ऑफिस आईआईटी बॉम्बे के अंदर संबंधित मेल प्राप्तकर्ता को यूनिकीली आईडेंटिफाई करने की कोशिश करेगा वही कांसेप्ट यहां अप्लाई किया गया है सबसे पहले नेटवर्क ए एस 12 में इस खास होस्ट का पता लगाने की कोशिश करेगा इसलिए मुझे पैकेट को ए एस 12 को अग्रेषित करने की आवश्यकता है पैकेट को ए एस 12 पर अग्रेषित करने के बाद आपको यह यूनीकली आईडेंटिफाई करना है कि ए एस 12 में कौन सा होस्ट पैकेट का अंतिम डेस्टिनेशन है यही कारण है कि नेटवर्क एड्रेस जो आप डिजाइन करने जा रहे हैं यह एड्रेस नेटवर्क और साथ ही साथ नेटवर्क में मौजूद होस्ट आईडेंटिफाई करना चाहिए ऑटोनॉमस सिस्टम 12 इसमें आपके पास मल्टीपल होस्ट हो सकते हैं इसलिए आपको ऑटोनॉमस सिस्टम साथ ही साथ ऑटोनॉमस सिस्टम में मौजूद इंडिविजुअल होस्ट को भी आईडेंटिफाई करना है अगली कक्षा में यह देखेंगे कि वृहद तौर पर प्रयोग होने वाले आई पी इंटरनेट प्रोटोकॉल आधारित नेटवर्क लेयर में हम हायरारकिकल ऐड्रेसिंग मेकैनिज्म का प्रयोग कैसे कर सकते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल का प्रयोग इस प्रकार के एड्रेस के डिजाइन में होता है आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद